इस व्याख्यान में हम प्रोटीन माध्यमिक संरचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे पिछले व्याख्यान में हमने प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में चर्चा की और अमीनो एसिड अनुक्रमों से हम विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमने विभिन्न विशेषताओं या गुणों के बारे में चर्चा की जैसे कि हमने अमीनो एसिड की घटना संरचना आणविक भार औसत गुण हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल के बारे में चर्चा की और कैसे प्रोफाइल का निर्माण किया और फिर अनुक्रमों को कैसे संरेखित किया जाए हमने अलग अलग संरेखण विधियों के बारे में चर्चा की कि कैसे एक अनुक्रम की पहचान करें जो आपके स्वयं के अनुक्रम से निकटता से संबंधित है तो और विभिन्न अन्य मापदंडों आखिरी कक्षा में हमने क्या चर्चा की छात्र नॉन रेडंडान्त डेटासेट का निर्माण हाँ क्योंकि यदि आप बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करना चाहते हैं यदि आपके पास उदाहरण के लिए बड़ी संख्या में अनुक्रम हैं तो यदि आप सभी अनुक्रमों को शामिल करते हैं तो यह पूर्वाग्रह का परिचय दे सकता है इसलिए हमने अनुक्रमों के अतिरेक के बारे में चर्चा की और किसी भी डेटा सेट से अतिरेक को समाप्त करने के लिए कैसे अमीनो एसिड अनुक्रमों के उदाहरण के साथ अधिकार को समाप्त किया तो नॉन रेडंडान्त डेटा सेट का निर्माण कैसे करें कक्षा में चर्चा किए गए विभिन्न सॉफ़्टवेयर कौन से हैं छात्र सीडी हिट छात्र ब्लास्टक्लस्ट ब्लास्टक्लस्ट और PISCES छात्र PISCES सही क्या है या CD HIT में प्रयुक्त सिद्धांत क्या है छात्र K मतलब क्लस्टरिंग K साधन क्लस्टरिंग है कि वे नॉन रेडंडान्त अनुक्रम प्राप्त करने के लिए एक क्लस्टरिंग तकनीक का सही उपयोग करते हैं और इसलिए वे पूर्ण अनुक्रम संरेखण करने के बजाय अलग अलग लंबाई के छोटे पेप्टाइड बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि विभिन्न अनुक्रमों के कितने खंडों के आधार पर उन्होंने नॉन रेडंडान्त अनुक्रम प्राप्त करने के लिए एल्गोरिथ्म विकसित किया है तो सीडी हिट होने के फायदे छात्र बड़ी मात्रा में डेटा बड़ी मात्रा में डेटा आप संभाल सकते हैं तो यह बहुत तेजी से है सही आप कह सकते हैं कि यह सक्षम संसाधन है जब हमारे पास नुकसान हैं तो सीडी हिट के नुकसान क्या हैं छात्र बहुत कम पहचान के लिए उपयुक्त नहीं है हाँ यह उदाहरण के लिए कम पहचान के लिए उपयुक्त नहीं है अगर आपके पास 20 प्रतिशत अनुक्रमिक पहचान का क्रम होना है तो सीडी हिट के लिए संभव नहीं है क्योंकि यह 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत तक सही का उपयोग करता है फिर ब्लास्टक्लस्ट आप ब्लास्ट साइट से स्टैंड लोन संस्करण प्राप्त कर सकते हैं यहां वे विभिन्न अनुक्रम पहचानों को संभाल सकते हैं फिर हम PISCES नामक एक अन्य सर्वर के बारे में चर्चा करते हैं सही इसलिए यहां आप नॉन रेडंडान्त डेटा सेट प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यहां सीमा यह है कि यह सीमित संख्या में अनुक्रमों को संभाल सकता है इसलिए हमने कई पहलुओं और कई सूचनाओं पर चर्चा की आप अमीनो एसिड अनुक्रमों से प्राप्त कर सकते हैं और आज हम प्रोटीन माध्यमिक संरचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे तो माध्यमिक संरचनाओं से आपका क्या मतलब है यह प्राथमिक संरचना से माध्यमिक संरचनाओं तक जा रहा है यह एक स्तर ऊपर है तो हमारे पास अधिक जानकारी है तो हम प्राथमिक संरचना या अमीनो एसिड अनुक्रम से प्राप्त करते हैं तो फिर माध्यमिक संरचना को परिभाषित करना हम माध्यमिक संरचनाओं को कैसे परिभाषित कर सकते हैं छात्र आवधिक व्यवस्था हाँ यह एक आवधिक व्यवस्था सही है यह नियमित है और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो एसिड अवशेषों की आवधिक व्यवस्था सही है तो मुख्य रूप से इन व्यवस्थाओं को कुछ विशिष्ट परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बांड द्वारा बनाए रखा जाता है और अगर आप नियमित रूप से माध्यमिक संरचनाओं को देखते हैं तो हाइड्रोजन बांड गठित होते है एमाइड हाइड्रोजन सही NH और कार्बोनिल ऑक्सीजन सही पेप्टाइड बैकबोन के CO के बीच मैं इसलिए यदि हम किसी भी द्वितीयक संरचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो यह मुख्य रूप से अवशेषों द्वारा बनाई जाती है जो मुख्य श्रृंखला में हैं न कि साइड चेन सही यह विभिन्न माध्यमिक संरचनाओं को परिभाषित करता है तो इन अवशेषों की नियमित व्यवस्था के आधार पर विभिन्न प्रकार की माध्यमिक संरचनाएं हैं तो वे सामान्यतः प्रोटीन में द्वितीयक संरचनाएँ क्या होती हैं तो अल्फा हेलिसेस हैंसही क्योंकि पहले जिन संरचनाओं की उन्होंने पहचान की थी वे प्रोटीन में हेलिसेस हैं तो ग्रीक का पहला अक्षर अल्फा है तो उन्होंने अल्फा का उल्लेख किया इसलिए वे अल्फा हेलिसेस डालते हैं और दूसरा एक बीटा स्ट्रैंड होता है सही और कुछ स्ट्रैंड्स वे मिलकर शीट बनाते हैं तो आप टर्न्स या बेंड्स देख सकते हैं क्योंकि यदि हमारे पास कोई दूसरा नियमित माध्यमिक संरचना हेलिक्स या स्ट्रैंड है यदि आप दिशा बदलना चाहते हैं तो वहाँ कुछ है कुछ माध्यमिक संरचनाएं हैं जो दिशा को बनाती है सही यह मुख्य रूप से टर्न्स है या बेंड्स और आप कुछ संरचनाओं को अनियमित कह सकते हैं तो इस मामले में आप इन संरचनाओं को कोइल संरचनाओं के रूप में कह सकते हैं तो आपके पास अलग अलग माध्यमिक संरचनाएं हो सकती हैं और नियमित माध्यमिक संरचनाएं अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट के साथ साथ टर्न और कॉइल के साथ सरलीकृत होती हैं तो हम हेलिसेस संरचनाएं कैसे प्राप्त करते हैं क्या यह इंटरेक्शन्स जो अल्फा हेलिकल संरचनाओं को बनाए रखती है सही आप देख सकते हैं कि यह एक प्रकार का स्प्रिंग है और हेलिक्स का आकार है सही आप कह सकते हैं कि यह हेलिक्स का आकार है तो यही कारण है कि हमें हेलिक्स नाम मिलता है और ग्रीक का पहला अक्षर अल्फा है तो वे इसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं अल्फा हेलिक्स कैसे बनते हैं तो अगर हम अवशेषों की व्यवस्था और परमाणुओं की व्यवस्था को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह एक अवशेष है इसमें परमाणु NH CO हैं और आप देख सकते हैं R R समूह है आर ग्रुप क्या है स्टूडेंट साइड चेन क्या साइड चेन है सही आपके प्रोटीन में कितने साइड चेन हैं छात्र 20 साइड चेन 20 साइड चेन सही तो आर 1 से 20 तक भिन्न होता है इसलिए यह निर्भर करता है तब NH CO यह मुख्य श्रृंखला है सही आप कह सकते हैं कि यह श्रृंखला है यह इस तरह दिखता है तो आप Cα देख सकते हैं एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ यह R समूह है यहाँ देखें आप O देख सकते हैं यहाँ N आप H को देख सकते हैं तो यहाँ आप कार्बन ऑक्सीजन देख सकते हैं और हमारे पास है यहीं अमोनिया हाइड्रोजन तो NH यहाँ है तो सीओ और एनएच समूहों से i और i 4 अवशेषों के बीच आप बांड बना सकते हैं आप यहां से देख सकते हैं कि यह एन एच है और यह सी ओ है राइट आप हाइड्रोजन बांड देख सकते हैं यह हाइड्रोजन बंधन है आप हाइड्रोजन बांड देख सकते हैं तो अगर आप NH और CO परमाणुओं के बीच i और i 4 के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो स्वचालित रूप से आप संरचनाओं का एक प्रकार का सर्पिल आकार प्राप्त कर सकते हैं इससे अल्फा हेलिक्स का निर्माण होता है अल्फा हेलिक्स मुख्य श्रृंखला में i और i चौथे अवशेषों के CO और NH परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बांड द्वारा बनता है इसलिए अगर हम अल्फा हेलिक्स में देखें तो यह एक तरह की सीढ़ियां हैं बस एक से दूसरे तक जाना कुछ कदमों मै सिमटता है यदि आप यहां से शुरू करके यहां जाते हैं और फिर यह आते हैं तो यह एक सामान्य पूर्ण मोड़ होगा यदि आप यहां से यहां जाते हैं तो एक पूर्ण मोड़ पर इसमें 36 अवशेष हैं उदाहरण के लिए यदि आप देखते हैं कि यह 1 2 3 और 06 है सही इसलिए प्रति बार 36 अवशेष 36 residues per turn और अगर आप इस पूर्ण मोड़ पर गौर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह 6 54 one एक मोड़ में है अब प्रति बार 36 अवशेष और 54 then प्रति मोड़ फिर प्रति अवशेष वृद्धि क्या है छात्र 15 सही आप देख सकते हैं कि आप वृद्धि की गणना कर सकते हैं 54 को 36 से विभाजित किया गया है यह 15 Å के बराबर है तो यदि आपके पास 10 अवशेष हैं तो यह समायोजित करेगा यदि यह सीधा है तो यह कितना समायोजित करेगा 15 Å यही कारण है कि यदि आप ट्रांस्मैम्ब्रेन विश्लेषण में देखते हैं तो एक ट्रान्समैंब्रेनर सेगमेंट उनके पास 30 से 40 Å होता है सही उदाहरण के लिए यदि आप 30 Å लेते हैं तो ट्रांसएम्ब्रेनर खंड के बीच में कितने अमीनो एसिड रहते हैं तो यह ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट इस 30 से 40 Å की चौड़ाई को समायोजित करने के लिए लंबा है आप 20 से 30 अवशेषों को पा सकते हैं सही क्योंकि यह सीधे नहीं है इसकी अलग अलग पुष्टि हो सकती है तो इसमें अधिक अवशेष हो सकते हैं तो लगभग हमें मेम्ब्रेन के अंदर 25 से 26 अवशेष मिलते हैं तो अब अगर आप इन हेलिकल क्षेत्रों को देखते हैं तो उदाहरण के लिए अवशेषों को बारीकी से पैक किया जाता है यदि आप इस संरचना को देखते हैं तो वे बहुत करीब हैं वे घने हैं तो अल्फा हेलिकल संरचनाओं में बारीकी से पैक किए गए हैं और प्रोटीन में कई अल्फा हेलिकल सेगमेंट अलग अलग अवशेषों से होते हैं लगभग ग्लोब्यूलर प्रोटीन में अल्फा हेलिकों की औसत लंबाई क्या है यह ज्ञात संरचनाओं में लगभग 10 से 12 अवशेषों के आसपास है उदाहरण के लिए 3 डी संरचनाओं में इस अल्फा हेलिकल की लंबाई तो यह एक और माध्यमिक संरचना है और फिर पहले हम अल्फा हेलिक्स के बारे में चर्चा करते हैं और दूसरा एक बीटा स्ट्रैंड है क्योंकि यह एक प्रकार की परत की संरचना है जो सही है और वे दूसरी खोज करते हैं इसलिए ये बीटा स्ट्रैंड के रूप में सामने आते हैं तो श्रृंखला की दिशा के आधार पर बीटा किस्में के 2 प्रकार हैं यहां भी आप बीटा स्ट्रैंड देख सकते हैं जो NH और CO समूहों के बीच बनते हैं आप CO समूह और NH समूह को देख सकते हैं आप बीटा स्ट्रैंड बनाने के लिए CO और NH के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं इसलिए यहां मैं 2 अलग अलग उदाहरण देता हूं यहां यह एक है जो यहां है श्रृंखला 2 अलग अलग दिशाओं से गुजरती है एक श्रृंखला दाएं से बाएं जा रही है और दूसरी बाएं से दाएं है इस मामले में हम इस बीटा शीट को एंटीपरेलर बीटा शीट कहते हैं और दूसरा उदाहरण यदि आप देखते हैं कि श्रृंखला बाएं से दाएं दोनों दिशाओं में समान दिशा में चलती है तो यदि एक ही दिशा है तो इसे समानांतर बीटा शीट कहा जाता है यह हम अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट की तुलना करते हैं अल्फा हेलिसेस बारीकी से पैक किए जाते हैं और बीटा शीट पूरी तरह से विस्तारित होती हैं और यह अवयवस्थि रूप से पैक की जाती हैं वे दिशा के आधार पर या तो समानांतर या एंटीपैरल समानांतर बीटा शीट बनाने के लिए एक साथ हाइड्रोजन बांड बना सकते हैं इसलिए अब हमने अल्फा हेलिसेस और बीटा स्ट्रैंड के बारे में चर्चा की यदि आप अल्फा हेलिक्स के अलावा इन संरचनाओं को देखते हैं तो कुछ ऐसे हैं जहां हाइड्रोजन संबंध पैटर्न के आधार पर अन्य हेलिक्स भी मौजूद हैं अल्फा हेलिसेस के मामले में हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में होता है छात्र i and i4 I और i 4 कुछ मामले जिन्हें आप i और i 3 के बीच हाइड्रोजन बंधन देख सकते हैं और कुछ मामले आप i और i 5 देख सकते हैं यदि हाइड्रोजन बंधन i और i 3 के बीच में है तो इसे कहा जाता है स्टूडेंट 310 हेलिक्स वहीं 310 हेलिक्स कहलाता है सही तो इसे 310 हेलिक्स कहा जाता है और यदि यह i और i 5 है स्टूडेंट pi helix इसे pi हेलिक्स कहा जाता है तो आपके पास 3 अलग अलग प्रकार के हेलिसेस हैं और जो आमतौर पर प्रोटीन संरचनाओं में होता है छात्र अल्फा हेलिक्स अल्फा हेलिक्स अल्फा हेलिक्स आमतौर पर प्रोटीन संरचनाओं में होता है क्योंकि यह स्थिरता को एक दूसरे को बनाए रखता है सही अगर यह i और i 3 या i और i 5 है तो यह या तो कसकर पैक किया जाता है या इसके मामले में अवयवस्थि रूप से पैक किया जाता है अल्फा हेलिसेस है ठीक यह ठीक से इसकी व्यवस्था है तो इस मामले में यह स्थिरता बनाए रख सकता है और इसलिए अल्फा हेलिसेस आमतौर पर प्रोटीन संरचनाओं में होते हैं इसलिए मैंने अन्य नियमित संरचनाओं को संदर्भित किया है जिन्हें केवल टर्न्स कहा जाता है इसलिए सभी ग्लोब्यूलर प्रोटीनों में से एक तिहाई अभी सभी अवशेषों के बीच सभी अवशेषों को मिलाते हैं क्योंकि मोड़ पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की दिशा को उलट देंगे तो कैसे बनते हैं टर्न्स तो प्रमुख इंटरेक्शन्स क्या है ये कार्बोनिल ऑक्सीजन और i और i 3 के बीच एमाइड नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन बंधन थे सही इसलिए यह इंटरेक्शन्स के आधार पर कि वे बंधन कैसे बनाते हैं उदाहरण के लिए 3 अलग अलग प्रकार के टर्न्स हैं टाइप एक टाइप 2 और टाइप 3 और यदि आप प्रोटीन संरचनाओं में घुमाव की घटना की आवृत्ति को देखते हैं तो कौन सा सबसे अधिक बार होता है मैं आपको बताऊंगा कि टाइप 1 क्या है और टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 1 टर्न जो अन्य प्रकार 2 और 3 की तुलना में अधिक बार हो रहे हैं इसलिए यदि आप टाइप 1 टर्न्स के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से बैकबोन के डायहेड्रल कोण पर निर्भर करता है तो आप देख सकते हैं कि अवशेष 60 30 और 90 0 अवशेषों के लिए हैं I 1 और i 2 टाइप वन टर्न के मामले में और यदि आप एमिनो की घटना की आवृत्ति में देखते हैं टर्न में एसिड के अवशेष आप देख सकते हैं कि प्रोलाइन वह अवशेष है जो टाइप 1 के टर्न में i 1 की स्थिति में काफी बार मौजूद होता है क्योंकि phi कोण 60 तक सीमित है इसलिए मैं कुछ मिनटों में phi और psi कोणों के बारे में चर्चा करूंगा फिर टाइप 2 टर्न्स में इस मामले में डायहेड्रल कोण 60 120 सही और 80 0 i 1 और i 2 के मामले के लिए हैं और यहां इस मामले में ग्लाइसिन के लिए पसंदीदा अवशेष है टाइप 2 का मामला यहां आप उन परमाणुओं के अंतर को देख सकते हैं जो आप प्राप्त करते हैं कि वे ऑक्सीजन की दिशाओं को बदलते हैं तो इसे टाइप 2 और टाइप 2' कहा जाता है सही तो वहाँ नकारात्मक है और सकारात्मक dihedrals हैं इसलिए ग्लिसिन अक्सर टाइप 2 में होता है इसलिए कि एक और टर्न है टाइप 3 सही यह सामान्य रूप से घटित होने वाला टर्न नहीं है लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं कि बैकबोन डायहेड्रल कोण हैं 60 टर्न और 60 30 वर्ग 3 के मामले के लिए i 1 और i 2 के मामले के लिए तो आपने विभिन्न प्रकार की माध्यमिक संरचनाओं के बारे में चर्चा की एक है अल्फा हेलिक्स दूसरा बीटा स्ट्रैंड और टर्न मुख्य श्रृंखला में NH and CO में अवशेषों के बीच हाइड्रोजन बांड द्वारा सभी माध्यमिक संरचनाएं बनती हैं तो अब आपके पास एक मुख्य श्रृंखला हो सकती है जो मुख्य श्रृंखला के गठन को लिखती है सही जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह N Cα C N Cα C से शुरू होता है इसलिए अगर हम अलग अलग प्लेन्स में रोटेशन देखते हैं तो भी कुछ स्थानों पर रोटेशन की अनुमति है और कुछ मामलों में रोटेशन की अनुमति नहीं है इसलिए जिन डिपप्टाइडों का निर्माण हमारे पास एक पेप्टाइड है और पेप्टाइड है वे पेप्टाइड कैसे बनते हैं किस माध्यम से छात्र पेप्टाइड बांड उदाहरण के लिए पेप्टाइड बॉन्ड यदि आपके पास अवशेष 1 और अवशेष 2 हैं तो आप पानी के अणु के उन्मूलन द्वारा कर सकते हैं सही आप पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड में आंशिक डबल बॉन्ड वर्ण होता है तो यह उदाहरण के लिए एक मजबूत बंधन है यह पेप्टाइड एक सी एन है यहां घुमाव संभव नहीं हैं इसलिए यदि आप इन अन्य बॉन्डों पर गौर करते हैं तो अन्य स्थानों पर घुमावों को अनुमति दी जाती है जो अन्य 2 स्थानों पर हैं छात्र C आप N Cαदेख सकते हैं छात्र Cα साथ ही Cα C सही उदाहरण के लिए यदि आप यह N Cα CN Cα CN Cα C करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं CN यह पेप्टाइड बॉन्ड है तो घुमावों की अनुमति है यहीं पेप्टाइड बॉन्ड है यहां आप घुमावों की देखभाल कर सकते हैं और यहां भी आप घुमावों को देख सकते हैं फिर N Cα के साथ घुमाव है सही और इसे phi कोण कहा जाता है और Cα C के साथ घुमाव जिसे psi कोण कहा जाता है ठीक है अगर आप इस phi और psi को लिखते हैं तो यह एक बॉन्ड नहीं है यह एक रोटेशन है उस विशेष बॉन्ड के कारण उन्होंने इस तरह के रोटेशन को फाई और साई की तरह रखा है सही यह phi कैसे प्राप्त करे और कैसे इस psi प्राप्त करे Phi का अर्थ है N Cα के साथ घुमाव इसका मतलब है 2 प्लेन हैं सही एक प्लेन से CN Cα से और N Cα C दूसरे प्लेन से हैं और उन 2 प्लेन के बीच घूमने से ही वे Phi कोण बनते हैं तो इन डायहेड्रल कोण के निर्माण के लिए कितने परमाणुओं की आवश्यकता होती है या तो phi या psi छात्र 4 चार परमाणु सही तो बॉन्ड लेंथ कौन सी है यह बॉन्ड लेंथ को परिभाषित करेगा सही बॉन्ड लेंथ को परिभाषित करने के लिए कितने परमाणुओं की आवश्यकता होती है छात्र 2 दो परमाणु हैं सही तो आप उदाहरण के लिए कोण देख सकते हैं आप यहाँ कोण देख सकते हैं इस मामले में कोण प्राप्त करने के लिए कितने परमाणुओं की आवश्यकता है छात्र 3 तीन अवशेष तो यहां अगर आपके पास 1 2 3 है तो आप एक कोण देख सकते हैं लेकिन डायहेड्रल कोण के मामले में कितने परमाणुओं की आवश्यकता है छात्र 4 चार परमाणुओं की आवश्यकता होती है 1 2 3 एक प्लेन से पहले और दूसरा 3 प्लेन बनाते हैं और डायहेड्रल कोण इन 2 विमानों के बीच का कोण है यहीं पर हम phi और psi कोण देख सकते हैं अब सवाल यह है कि क्या मुझे किसी भी कोण के लिए अनुमति दी जाती है अगर मैं कितने डिग्री का रोटेशन ले सकता हूं छात्र 360 360 डिग्री शून्य से शुरू हम कर सकते हैं यदि वे पूर्ण रोटेशन लेते हैं तो आप 360 डिग्री ले सकते हैं या यदि आप दक्षिणावर्त और विरोधी दक्षिणावर्त लेते हैं तो 180 और 180 इसी तरह ps आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री आप घुमा सकते हैंसही लेकिन यदि आप रोटेटिंग phi और psi एंगल्स क्या यह अनुमति है कि सभी घुमाव इसकी अनुमति नहीं है इसकी अनुमति क्यों नहीं है क्योंकि यह अन्य परमाणुओं से घिरा हुआ है यदि केवल हमारे पास केवल 4 परमाणु हैं तो आप घुमा सकते हैं लेकिन इस मामले में हमारे पास आर समूह हैं और आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास अन्य परमाणु हैं इस मामले में सभी घुमावों के लिए रोटेशन की अनुमति नहीं है यह प्रतिबंधित है कुछ रोटेशन के लिए अनुमत घुमावों की संभावना और अस्वीकृत जीएन रामचंद्रन को समझने के लिए सही वह भारत से हैं उन्होंने उदाहरण के लिए अपने छोटे पेप्टाइड्स से बने मॉडल बनाने की कोशिश की सही है इसलिए उन्होंने प्रत्येक परमाणु को कठोर क्षेत्रों के रूप में मानने की कोशिश कीसही इसमें वाइब्रेटिंग वैन डेर वाल्स रेडियस हैं वे वैन डेर वाल्स रेडी को मानते हैंसही इन विब्रेशन्स के आधार पर एक छोटा सा आर और कैपिटल आर सही है और फिर उन्होंने घूमने की कोशिश की और देखें कि ये परमाणु किस चक्कर में इंटरैक्ट कर सकते हैं या परमाणु किसी स्टिरिक क्लैश का निर्माण नहीं कर रहे हैं उदाहरण के लिए यदि कैपिटल R है तो यह बाहरी त्रिज्या 2 परमाणु है यह Ra है यह Rb है सही उदाहरण के लिए हमारे पास 2 परमाणु हैं सही तो यह एक छोटा त्रिज्या ra है तो आप यहां देख सकते हैं कि यह छोटा rb है सही और कैपिटल यह Rb है यदि दूरी इस Ra प्लस Rb से अधिक है तो उनके पास कोई स्टेरिक इंटरैक्शन नहीं है इस मामले में घुमाव संभव है रोटेशन की अनुमति है यदि यह Ra प्लस Rb से कम है और छोटे ra प्लस से छोटे rb से अधिक है तो यह संभव है लेकिन इस मामले में स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है कि उन्होंने उल्लेख किया है कि यह आंशिक रूप से अनुमत है इस छोटे ra और छोटे rb से कम हो सकता है इस वैन डेर वाल्स रेडी वे इस मामले में टकराते हैं यह संभव नहीं है इसे एक डिसॉलोवेद क्षेत्र कहा जाता है इसलिए जब आपने सभी संयोजनों को आज़माया सही और फिर देखें कि विभिन्न माध्यमिक क्षेत्रों के लिए कोणों को अनुमति दी जाती है उदाहरण के लिए यदि आप अल्फा हेलिसेस को देखते हैं कि अल्फा हेलिसेस कैसे बनते हैं तो हमने चर्चा की सही NH और CO के बीच पर i और i 4 बांड और वे इस मामले में हेलिकल आकार की तरह हैं रोटेशन बहुत प्रतिबंधित है क्योंकि यदि आप अधिक स्वचालित घुमाते हैं तो यह एक स्टेरिक क्लैश बना देगा तो इस मामले में उन्होंने पाया है कि इस के phi कोण phi कोण के लिए सीमा है और यह psi कोण के लिए सीमा है और यह psi है यह phi है सही ओर आप x अक्ष को phi सही और y अक्ष के रूप में रखते हैं psi को सही है और कहते हैं कि यह वह क्षेत्र है जहां वे इन अवशेषों को सही ढंग से समायोजित कर सकते हैं यदि यह बिना किसी कठोर संघर्ष के एक अल्फा हेलिकल संचलन है यहाँ आप L1 पर विचार करते हैं L1 को आंशिक रूप से अनुमत कहा जाता है यह आंशिक रूप से अनुमत क्षेत्र है अब सफेद क्षेत्र में वे पूरी तरह से अस्वीकृत क्षेत्र हैं तो अल्फा हेलिकेशंस की तुलना में आप बीटा शीट देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह व्यापक है यह व्यापक क्यों है छात्र क्योंकि अधिक फ्लेक्सिबल है अधिक फ्लेक्सिबल यह अवयवस्थि रूप से पैक किया गया है यह सही नहीं है यह बारीकी से पैक नहीं है यह अवयवस्थि रूप से पैक किया गया है तो यह इंटरेक्शन्स के लिए अधिक विकल्प हो सकता है तो आप देख सकते हैं कि अधिक घुमाव हैं सही उन्हें एक बीटा शीट प्राप्त करने की अनुमति है यह आप देख सकते हैं कि यह मुख्य रूप से 180 क्षेत्रों और 180 क्षेत्रों के आसपास है तो यह phi है और आप देख सकते हैं कि यह psi है सही आप जीएन रामचंद्रन को देख सकते हैं सही इसलिए वह इन 4 मॉडलों के साथ मिला और फिर उसने इन ज्ञात संरचनाओं के साथ जांच की और फिर देखा कि क्या अल्फा हेलिक्स संरचनाएं हमें पता हैं सही तो आप phi कोण और psi कोण की गणना कर सकते हैं और फिर हम यह सत्यापित कर सकते हैं कि अल्फा phi कोण और psi कोण इस अनुमत क्षेत्र में प्रस्तावित सीमा के भीतर हैं या नहीं तो इस मामले में जैसा कि हमने चर्चा की ये 2 बांड्स हैं जो घूमने के लिए स्वतंत्र हैं तो इस रोटेटिंग कोण को उन्होंने phi और psi कहा इसलिए GNR कम्प्यूटेशनल मॉडल का उपयोग करते हैं सही और फिर उस टकराव के आधार पर उन्होंने अनुमत क्षेत्रों को निर्धारित किया और स्टेरिक इंटरैक्शन के आधार पर क्षेत्र को अस्वीकृत कर दिया तो अब इस phi कोण और psi कोण की गणना कैसे करें उदाहरण के लिए यदि आपके पास प्रोटीन 3 डी संरचनाएं हैं या मैं निर्देशांक दे सकता हूं तो यह xyz समन्वय है यदि आप xyz समन्वय करते हैं तो हम दूरी की गणना कर सकते हैं सही दूरी की गणना कैसे करें छात्र यूक्लिडियन दूरी यूक्लिडियन दूरी और हमिंग दूरी कल हमने चर्चा कीसही एक्स 1 माइनस एक्स 2 पूरे वर्ग प्लस वाई 1 माइनस वाई 2 पूरे वर्ग प्लस जेड 1 माइनस जेड 3 पूरे वर्ग सही कोण आप गणना कर सकते हैं सही आप वैक्टर ले सकते हैं और आप कोण प्राप्त कर सकते हैं तो टॉरशन कोण कैसे प्राप्त करें यदि आपके पास उदाहरण के लिए यदि आपके पास यह xyz निर्देशांक है और 4 परमाणुओं को यहीं ले जाता है तो आपने 4 परमाणुओं को इस C N Cα CI में रखा है मुख्य श्रृंखला परमाणुओं को लें पहले एक के लिए आप जानते हैं कि X1 y1 z1 और दूसरा उदाहरण के लिए आप इसे x2 y2 z2 और इस एक x3 y3 z3 के रूप में लेते हैं यदि आपके पास 3 निर्देशांक 3 परमाणु हैं तो क्या आप एक प्लेन का समीकरण बना सकते हैं आप प्लेन को बना सकते हैं सही प्लेन का समीकरण क्या है छात्र एक्स 1 एक्स 2 ए तो आप समीकरण प्राप्त कर सकते हैं सही A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 के बराबर 0 तो A1 B1 C1 और D1 आप इस निर्धारक का उपयोग करके गणना कर सकते हैं यहाँ 1 1 1 y y 1 y 2 y 3 z 1 z 2 z 3 है A के बराबर इसी तरह से आप BC और D गणना कर सकते हैं सही क्योंकि x y x y z सभी ज्ञात हैं सही क्योंकि सभी संख्याएँ मालूम निर्देशांक के साथ जानी जाती हैं सही यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इस समीकरण को बना सकते हैं और प्लेन 1 के लिए फिर प्लेन 2 के साथ जाएं और आपको किन 3 अवशेषों पर विचार करने की आवश्यकता है हम इसे 1 2 3 लेते हैं फिर आप इसे 1 लेते हैं यह 2 है और इसे 3 के रूप में लेते हैं इन 3 निर्देशांक को लें और आप समान समीकरण का उपयोग कर सकते हैं सही और फिर आप प्लेन के समीकरण की गणना कर सकते हैं तो यह ए 2 एक्स प्लस बी 2 वाई प्लस सी 2 जेड प्लस डी 2 के बराबर 0 अब है आप इन 2 समीकरणों का उपयोग करके डायहेड्रल कोण की गणना कर सकते हैं इस कॉस अल्फा के बराबर ए 1 ए 2 प्लस बी 1 बी 2 प्लस बी 2 इनमें से एक वर्गमूल को विभाजित का उपयोग करके यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप अल्फा प्राप्त कर सकते हैं कॉस का व्युत्क्रम है जो आपको अल्फा देगा फिर आप डायहेड्रल कोण प्राप्त कर सकते हैं मैं एक उदाहरण दिखाता हूं वही डेटा जो हमारे पास है तो एक सर्वर है जो इस xyz निर्देशांक को ले सकता है और प्लेन का समीकरण प्राप्त कर सकता है उदाहरण के लिए यदि आपके पास xyz निर्देशांक है सही तो यह वही समन्वय है जो मैं यहां 9176 में दिखाता हूं यह पहले एक के लिए समन्वय है सही तो यह प्लेन का एक समीकरण है फिर सतह 2 के लिए आप प्लेन के समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं और अंत में इन 2 समीकरणों के साथ वे एक डायहेड्रल कोण की गणना करते हैं जो लगभग 77 डिग्री है तो अगर हम 4 परमाणुओं के निर्देशांक प्राप्त करते हैं क्योंकि डायहेड्रल कोण के लिए 4 परमाणुओं की आवश्यकता होती है तो एक प्लेन में 3 दूसरे 3 दूसरे प्लेन में तो आप प्लेन्स के समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं और फिर इन समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं कि डायहेड्रल कोणों को प्राप्त करने के लिए यह बहुत सरल है अब यह एक उदाहरण है मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन आप जानते हैं कि यह सभी अल्फा प्रोटीन मुख्य रूप से अल्फा हेलिसेस हैं संदर्भ स्लाइड समय 2454 और उन्होंने दिखाया कि 60 से 69 इन वर्णों को अल्फा हेलिक्स से लिया गया है कैसे सत्यापित करें कैसे जांचें कि क्या ये अवशेष वास्तव में अल्फा हेलिक्स बनाते हैं या नहीं स्टूडेंट phi psi एंगल ले लो तो आप को phi psi एंगल मिलता है इसलिए यदि हम मुख्य श्रृंखला परमाणुओं को phi psi कोण प्राप्त करते हैं और फिर देखें कि ये phi psi कोण किसके अनुमत क्षेत्रों में हैं छात्र रामचंद्रन रामचंद्रन प्लॉट इसलिए यदि आपको ये phi psi कोण मिलते हैं जो इस क्षेत्र या इस क्षेत्र के भीतर होने चाहिए तो आप कह सकते हैं कि ये अवशेष इस अल्फा हेलिक्स के हैं जो आप कर सकते हैं तो अब यदि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न के आधार पर 3 डी संरचनाएं हैं तो आप आसानी से माध्यमिक संरचनाओं को परिभाषित कर सकते हैं